छात्रों आपका स्वागत है तो हम चर्चा के अंतिम भाग में ट्रेड ऑफ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं इसे वापस लिखूंगा कि यदि आप दीर्घकालिक स्रोतों से अधिक धन उधार लेते हैं तो क्या होगा आपकी लागत बढ़ जाएगी उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी और आपकी उधार की लागत बढ़ जाएगी और आपके रिटर्न कम होंगे तो इस मामले में जब आप लाभ और जोखिम के बीच ट्रेड ऑफ को लंबी अवधि के लिए लंबे समय के लिए उधार लिया है तो उस मामले में हमें इसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है कि अधिक तेज़ी से इसलिए आपको भुगतान करने में आसानी होती है फंड को स्रोत को वापस करने के लिए तो उस स्थिति में कभी भी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए बिजली कंपनी को पानी की आपूर्ति करने वाली कंपनी या किसी अन्य स्रोत को भुगतान करने के लिए हमारे पास धन उपलब्ध है लेकिन क्या हो रहा है लागत बढ़ती जा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में हमारे पास ब्याज दरों की अवधि संरचना है अब ब्याज दरों की अवधि संरचना क्या है ब्याज दर की अवधि संरचना यह है कि अवधि या परिपक्वता अवधि जितनी अधिक होगी फंड की लागत उतनी ही अधिक होगी इसलिए जब आप ब्याज दर की अवधि संरचना के बारे में बात करते हैं तो आप इसे कुछ इस तरह दिखा सकते हैं उदाहरण के लिए कहें कि यह आपकी संरचना है इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं कि हमारे पास फंडस कहते हैं तो इसका मतलब है कि लंबी अवधि का मतलब है जैसे जैसे परिपक्वता यहां इस तरफ से इस तरफ बढ़ रही है जब परिपक्वता बढ़ रही है तो आपकी ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो शुरू में यह ऊपर और ऊपर जा रहा था लेकिन कुछ समय के बाद यह स्थिर हो जाता है तो इसका मतलब है कि यदि आप इस अवधि के लिए फंडस उधार ले रहे हैं तो आपकी ब्याज दर इतनी है यदि आप इस अवधि के लिए धनराशि उधार ले रहे हैं तो आपकी ब्याज दर इतनी है यदि आप इस अवधि के लिए धनराशि उधार ले रहे हैं तो आपकी ब्याज दर इतनी है तो इसका मतलब यह है कि ब्याज दर की इस अवधि संरचना के कारण यह ऐसा है जुलाई 1991 तक हमारे पास ब्याज दर के अवधि ढांचे के उलट था लेकिन जुलाई 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद हमारे पास अब ब्याज दरों की अवधि संरचना है पहले यह ब्याज दरों की अवधि संरचना का उल्टा था लेकिन अब यह ब्याज दर की एक अवधि संरचना है यह क्यों ब्याज दरों की अवधि संरचना से उलट था इसका मतलब यह है कि कम परिपक्वता अवधि की कम ब्याज दर या यील्ड कर्व अलग तरीके से बढ़ रहा था यह ऊपर नहीं जा रहा था बल्कि नीचे जा रहा था तो उस मामले में यदि आप यील्ड कर्व उधार ले रहे हैं तो आपको ब्याज की कम दर चुकानी होगी इस अर्थव्यवस्था में ऐसा क्यों हो रहा था यह एक लंबी कहानी है इसकी अलग वजह है अलग कहानी है लेकिन अब हमारे पास ब्याज दर की अवधि संरचना है क्योंकि पूरी दुनिया में सभी व्यवसायों वित्तीय संस्थानों में वे ब्याज दरों की अवधि संरचना का पालन करते हैं इसलिए भारत को भी संरेखित करना है भारतीय कंपनियों भारतीय व्यवसायों भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी ब्याज दर की अवधि संरचना के साथ संरेखित करना है इसलिए हमारे पास अब समान संरचना है और यदि आप लंबी अवधि के लिए धनराशि उधार ले रहे हैं तो आप उच्चतर ब्याज राशि भुगतान कर रहे हैं और उस कारण से यदि आप अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए करंट ऐसेटस के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक धन का निवेश कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि आपको उच्च ब्याज दर का भुगतान करना होगा आपकी वित्तीय लागत बढ़ जाएगी लेकिन जोखिम कम हो जाएगा लेकिन अगर यह उल्टा है अगर आप स्पॉन्टेनियस स्रोतों से अल्पकालिक स्रोतों से धन उधार ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जोखिम अधिक होगा लेकिन वित्तीय लागत नियंत्रण में होगी या जिसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है या वह प्रबंधनीय होगा इसलिए अब मैं आपसे चर्चा करूंगा इससे पहले कि हम ट्रेड ऑफ करना चाहिए तो ट्रेड ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे और उस स्थिति में मैं आपसे कार्यशील पूंजी के दृष्टिकोण के बारे में बात करूंगा आप कह सकते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन के दृष्टिकोण यदि आप कार्यशील पूंजी प्रबंधन के दृष्टिकोणों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 दृष्टिकोण हैं एक हेजिंग दृष्टिकोण है तो हमारे पास 3 दृष्टिकोण हैं एक हेजिंग हैं हम लाभप्रदता के साथ समझौता कर सकते हैं लेकिन हम अधिक जोखिम नहीं उठा सकते हम अधिक कंजरवेटिव दृष्टिकोण है एग्रेसिव वित्त और अल्पकालिक वित्त से आ रहा है और हम दीर्घकालिक स्रोतों से बिल्कुल भी उधार नहीं ले रहे हैं हम दीर्घकालिक स्रोतों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो हम इसे कार्यशील पूंजी के एग्रेसिव की लागत सबसे कम होगी और जोखिम सबसे अधिक होगा लेकिन लाभप्रदता सबसे अधिक होगी कंजरवेटिव दृष्टिकोण ये दोनों विशेषज्ञ और वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार व्यापारिक विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों दृष्टिकोणों की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि ये दोनों दृष्टिकोण चरम सीमाओं के बारे में बात करते हैं इसलिए हमारे पास कुछ बीच का होना चाहिए और यदि आप बीच का कुछ चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण को ट्रेड ऑफ यह है कि आप कुछ हद तक जोखिम का प्रबंधन कर रहे हैं आप कुछ हद तक वित्तीय लागत का प्रबंधन कर रहे हैं और आप इष्टतम लाभप्रदता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यापार से होने की उम्मीद है तो अब इस मामले में ये दृष्टिकोण कैसे होंगे या इन्हें कैसे चित्रित किया जा सकता है या ये दृष्टिकोण कैसे दिखेंगे हम विभिन्न 3 दृष्टिकोणों के बारे में बात करेंगे तो इस मामले में हम क्या करेंगे कि हम एक संरचना की मदद से दिखाएंगे कि यह 3 विभिन्न दृष्टिकोण कैसे होंगे तो यह आपका है आप इसे कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि यह समय है यह समय अथवा आउटपुट का अगला स्तर है तो इस मामले में हमारे पास ऐसेटस है

अब तुम इस तरफ आओ यदि आपके पास अपने समय और आउटपुट दृष्टिकोण का पालन करके कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए उस मामले में मैंने आपको बताया था कि अधिकांश वित्तीय आवश्यकताएं धन के दीर्घकालिक स्रोतो से पूरी होंगी तो इसका मतलब है कि यह फ्लकचुएटिंग करंट असेट्स परमानेंट करंट असेट्स के इस स्तर से नीचे कभी नहीं जाता है इसलिए उन्हें परमानेंट करंट असेट्स पर बेच रहे है लेकिन इससे अधिक यदि आप क्रेडिट के वित्तपोषण के लिए धन के स्रोत क्या होंगे इसके तहत इसका मतलब है कंजरवेटिव दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित होंगी कोई बात नहीं आप अपनी फिक्स्ड ऐसेटस इसका मतलब है कि यहां एक बेमेल है और केवल यह हिस्सा विशेष रूप से यह छोटा हिस्सा केवल यह भाग निधियों के अल्पकालिक स्रोत से वित्तपोषित किया जाएगा इस बिंदीदार रेखा से ऊपर आधी फ्लकचुएटिंग करंट असेट्स हैं तो परिणाम क्या होने वाला है कि धन की लागत अधिकतम होने वाली है और जोखिम न्यूनतम होने जा रहा है और लाभप्रदता न्यूनतम होने जा रही है यह एक अति है अब यदि आप इस दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे हैं और यदि आप इस मामले में अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो क्या होगा अब हम अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं और यदि आप दृष्टिकोण बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एग्रेसिव दृष्टिकोण के एकदम विपरीत है इस मामले में एग्रेसिव दृष्टिकोण के तहत क्या कर रहे थे हम दीर्घकालिक स्रोतों से इस स्तर तक थे अब तुम उलटा कर रहे हो लघु अवधि के स्रोतों से फर्म की अधिकांश वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होंगी वित्तीय लागत को कम करने के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए और निवेश पर अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं इस मामले में आपके कुल करंट ऐसेटस का एक हिस्सा बैंक ऋणों से वित्तपोषित किया जा रहा है जो प्रकृति में अल्पावधि हैं यहां अग्रेशन नहीं कर रही हैं लेकिन कम से कम इस हिस्से तक वे वित्त पोषण कर रही हैं इसका मतलब है कि अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो क्या है इस मामले में आप आसानी से इस स्तर तक पहुँच जाते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं निवेश की जरूरतों को अल्पावधि स्रोतों से पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि छोटी अवधि के फंड जो आपको कुछ समय के बाद चुकाने पड़ते हैं अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर यदि आप उन फंडस की बिक्री नहीं करेंगे इसका मतलब है कि जब इतनी क्रेडिट बिक्री हमेशा होती है तो इसका मतलब यह है कि इतने फंड हमेशा क्रेडिट बिक्री में अवरुद्ध होते हैं वे हमारे पास वापस नहीं आएंगे लेकिन हमें अधिकतम 12 महीने की अवधि के बाद इन फंडस कहा जाता है इसलिए लेकिन क्या होगा कि आपकी वित्तीय लागत सबसे कम होगी आपका जोखिम उच्चतम होगा लेकिन अंत में परिणाम यह होगा कि आपकी लाभप्रदता अधिकतम होगी आपको अधिकतम लाभ होगा आपकी लाभप्रदता अधिकतम होगी तो ये 2 दृष्टिकोण हम उन्हें 2 चरम सीमा मानते हैं और तीसरा दृष्टिकोण जब आप यहां बात करते हैं तो अब अगर आप तीसरे दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं जिसे हम हेजिंग दृष्टिकोण में हम क्या करते हैं इस दृष्टिकोण के तहत हमारे पास स्पष्ट सीमांकन है इस स्तर तक हम असेट्स से वित्तपोषित किया जाएगा उन्हें लंबी अवधि के स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा तरलता का कोई जोखिम नहीं तेजी से भुगतान करने का कोई जोखिम नहीं है या भुगतान के मामले में चूक का मतलब है वित्तीय या तकनीकी दिवालिया होने का कोई जोखिम नहीं है हमारी आवश्यकता दीर्घकालिक है हमारा स्रोत दीर्घकालिक है और ऋण की परिपक्वता अवधि के साथ साथ ऋण अवधि का उपयोग एक दूसरे के साथ मेल खा रहा है लेकिन यहां इस स्तर को रियल करंट ऐसेटस कहा जाता है इसलिए चूंकि वे अल्पकालिक रियल करंट ऐसेटस यदि आवश्यकता दीर्घकालिक है आवश्यकता स्थायी है तो अधिक धन या फंड करने में करते हैं तो इस मामले में यदि आप इस मामले या इन तरीकों के बारे में बात करते हैं तो हमने इन 3 दृष्टिकोण के बारे में बात की है और फंड का उपयोग कैसे करें और फर्म की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड का स्तर क्या है यह 3 दृष्टिकोणों के तहत करंट असेट्स का स्तर है आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम यहां किन दृष्टिकोणों के बारे में बात कर रहे हैं यह फिक्स्ड असेट्स 081 है

आप सबसे कम करंट रेशो 1 1 है करंट असेट्स के रूप में अपने पास रखा था जिसे आप एक सुरक्षा उपाय कहते हैं या पर्याप्त तरलता बनाए रखने का उपाय कहते हैं हम भुगतान करने के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं हम फर्म को तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं होते देखना चाहते हैं शायद यह फर्म की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम कम मुनाफा कमा सकते हैं लेकिन हमें बाजार में खराब नाम या खराब प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करना चाहिए तो वर्तमान कंजरवेटिव को निधि देने के लिए दीर्घकालिक स्रोतों की कोई आवश्यकता नहीं करंट ऐसेट का स्तर है अब व्यवसाय के विकल्प वित्त के लोग और फर्म के विभिन्न विभाग इस बात के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण चाहते हैं कि वे अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या वे कुछ जोखिम लेना चाहते हैं या वे बीच में एक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं इसलिए कम से कम जब आप इस बारे में बात करते हैं अपने कंजरवेटिव का स्तर 2 1 है जो कि बहुत अधिक है हम सुरक्षित हैं लेकिन लाभप्रदता से अनावश्यक समझौता किया जा रहा है यदि हम एग्रेसिव का स्तर कहेंगे यह करंट ऐसेटस की लागत कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई भी लागत हमारे लिए अच्छी नहीं है तो यह इललिक्विडिटी के स्तर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप अधिकतम तरलता रखना चाहते हैं तो यह आपकी तरलता की लागत है और अगर आप इसे कम से कम करना चाहते हैं जो कि मेरी करंट ऐसेटस की लागत बढ़ रही है इललिक्विडिटी दृष्टिकोण का पालन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है मैं तकनीकी दिवालियेपन के जोखिम का प्रबंधन कर रहा हूं लेकिन साथ ही मेरी लाभप्रदता से भी समझौता किया जा रहा है तो समाधान क्या है मैं कहता हूं कि हमारे पास करंट ऐसेटस करती हैं इन लागतों को इललिक्विडिटी का इष्टतम स्तर

और यहाँ मेरी तरलता की लागत इस स्तर तक है मेरी इललिक्विडिटी का इष्टतम स्तर है यदि आप यह तय करने में सक्षम हैं यदि आप स्पष्ट रूप से जानते है कभी कभी क्या होता है उनकी तय करने की लागत या इललिक्विडिटी दृष्टिकोण के तहत 2 चरम सीमाओं का पालन करने के बजाय बहुत बेहतर होगा हमेशा एक मध्य मार्ग रखना और मध्य मार्ग का पालन करना बेहतर होता है और हमें करंट ऐसेटस के स्तर को हमेशा फर्म में बनाए रखते हैं यदि आप इस बिंदु से इस बिंदु पर जाते हैं तो क्या होगा आपकी तरलता की लागत बढ़ेगी लागत भी बढ़ेगी लेकिन यदि आप इस बिंदु से इस बिंदु पर जाते हैं तो आपकी तरलता लागत कम हो जाएगी लेकिन तरलता भी कम हो जाएगी और इललिक्विडिटी की उच्च लागत का भुगतान कर रही है तो उस मामले में क्या होगा तकनीकी दिवालियेपन की संभावना अधिकतम होगी इसलिए हमें उस स्थिति से बचना होगा और हमें ऐसी स्थिति नहीं बनानी होगी जहां हम या तो अधिक लागत का भुगतान कर रहे हैं और कम मुनाफा कमा रहे हैं और बहुत कम स्तर का जोखिम ले रहे हैं इसी तरह हम ऐसी स्थिति भी नहीं बनानी है जहां हम बहुत कम लागत का भुगतान कर रहे हैं हम लाभप्रदता बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं क्योंकि ये 2 चरम सीमाएं हैं इसलिए न तो कंजरवेटिव की सुविधा देता है जो हमें मध्य स्तर पर रखता है मध्य मार्ग का अनुसरण करने में हमारी मदद करता है और इससे हमें करंट ऐसेटस का स्तर इष्टतम है तो सब कुछ इष्टतम होगा आपका मुनाफा इष्टतम होगा आपका जोखिम इष्टतम होगा और आपकी तरलता इष्टतम होगी तकनीकी दिवालिया होने का कम से कम जोखिम होगा और हम उस तरह की स्थिति के लिए तत्पर रहेंगे जहां हम हर चीज का प्रबंधन करने में इष्टतम रूप से सक्षम हैं व्यावहारिक रूप से यह कैसे करना है और हम व्यापार में या व्यावसायिक संगठनों में उस इष्टतम स्थिति को कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं और यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करते समय वित्तीय लागत पर बचत कर रहे हैं जो कि सीधे फर्म की लाभप्रदता में जुड़ जाता है क्योंकि समय अवधि बहुत कम है आप दैनिक साप्ताहिक या मासिक आधार पर कुछ समय के लिए करंट ऐसेटस का प्रबंधन कर रहे हैं तो आप सीधे लागत पर बचत कर रहे हैं उस लागत का कोई रिसाव नहीं है और यह सीधे फर्म की लाभप्रदता में जुड़ रहा है लेकिन अगर आप बचत नहीं कर रहे हैं और यदि आप कंजरवेटिव में निवेश करके हमारे दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं और यह फर्म की लाभप्रदता को कम करने के लिए जुड़ जाएगा या कभी कभी फर्म को नुकसान का प्रस्ताव बना देगा तो यह कैसे होता है और इष्टतम दृष्टिकोण का पालन करना फर्म की लाभप्रदता में कैसे योगदान देता है यह मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा